सभी को नमस्कार पहले सप्ताह के अंतिम लेक्चर में आपका स्वागत है पिछले लेक्चर में हम विभिन्न एम्पिरिकल लॉज के बारे में चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से जिपफ लॉ और हीप लॉ यह कि शब्दावली कैसे कार्पस में वितरित की जाती है हमने देखा कि विभाजन बहुत समान नहीं है कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत सामान्य हैं हमने देखा कि शब्दावली के 100 शब्द लगभग 50 प्रतिशत कॉर्पस के लिए बनाए गए थे इसका मतलब टोकन की संख्या है दूसरी ओर शब्दावली में 50 प्रतिशत शब्द है जो केवल एक बार आते हैं हमने शब्दावली के आकार और टोकन की संख्या के बीच जो भी संबंध हैं उन पर चर्चा की जिसे मैं एक कॉर्पस में देखता हूं और यह भी देखा कि वे एक दूसरे के साथ कैसे बढ़ते हैं और जिपफ लॉ ने मुझे एक शब्द की फ्रीक्वेंसी और रैंक के बीच संबंध दिया तो आज इस लेक्चर में हम भाषा में बुनियादी प्रोसेसिंग के साथ शुरू करेंगे इसलिए हम मूल विचार को कवर करेंगे और प्रोसेसिंग करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है तो आज हम मूल रूप से टेक्स्ट प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे हम टोकनाइजेशन की समस्या के साथ शुरुआत करेंगे जैसा कि नाम से पता चलता है टोकन नाम याद रखें टोकन मेरे कॉर्पस में एक व्यक्तिगत शब्द है तब क्या होता है जब हम किसी भी भाषा में दिए गए टेक्स्ट को प्रिप्रोसेसिंग करते है तों उसमे मुझे स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मिलते है अब मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि इस सीक्वेंस में सभी अलग अलग शब्द क्या हैं अब टोकेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैं स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को विभिन्न शब्दों के श्रेणी में बदल देता हूं मैं उन विभिन्न शब्दों से विभाजित करने की कोशिश कर रहा हूं जिन्हें मैं देख रहा हूं टोकेनाइजेशन क्या है उससे पहले मैं सेंटेंस सेगमेंटेशन के बारे में बात करूंगा यह आपको हमेशा करना पड़ सकता है या नहीं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है उदाहरण के लिए मान लीजिए की आपके पूरे डाक्यूमेंट्स को कुछ श्रेणी में क्लासिफिकेशन करना है तो आपको अलग अलग वाक्य में नहीं जाना पड़ेगा और केवल यह देखना होगा कि इस डाक्यूमेंट में मौजूद विभिन्न शब्द क्या हैं दूसरी ओर मान लीजिए कि आप यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डाक्यूमेंट में महत्वपूर्ण वाक्य क्या हैं उस एप्लिकेशन में आपको व्यक्तिगत वाक्य पर जाना होगा अब यदि आपको व्यक्तिगत वाक्य पर जाना है तो कैसे में पूरे डाक्यूमेंट्स को वाक्यों के सीक्वेंस में विभाजित करूँगा तो यह पहला वाक्य यह दूसरा वाक्य और आगे भी और इस कार्य को सेंटेंस सेगमेंटेशन कहा जाता है अब आप महसूस कर सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वहीन कार्य है लेकिन क्या यह सच में महत्वहीन है तो सेंटेंस सेगमेंटेशन क्या है अब यह समस्या है कि मेरा सेंटेंस कहाँ से शुरू और समाप्त होता है ताकि मेरे पास शब्दों की एक पूरी इकाई हो जिसे मैं एक सेंटेंस कहता हूं अब आपको लगता है कि इसमें कुछ चुनौतियां शामिल हो सकती हैं मान लीजिए मैं अंग्रेजी भाषा के बारे में बात कर रहा हूं क्या मैं हमेशा कह सकता हूं कि मेरे पास जहां भी डॉट है वह सेंटेंस का अंत है आइये इसे देखते है ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मैं अपना सेंटेंस समाप्त कर सकता हूं मैं एक्सक्लैमशन या प्रश्न चिह्न लगा सकता हूं जो वाक्य को समाप्त करता है और वे ज्यादातर अनएमबीगिउस हैं जब भी मेरे पास एक्सक्लैमशन या प्रश्न चिह्न होता है तो मैं कह सकता हूं कि यह वाक्य का अंत है लेकिन क्या डॉट के साथ भी ऐसा ही है इसलिए मैं ऐसे द्रश्य के बारे में सोच सकता हूं जहां मेरे पास अंग्रेजी में एक डॉट है लेकिन वह वाक्य का अंत नहीं है हम सभी प्रकार के संक्षिप्त रूपों को देख सकते हैं वे एक डॉट के साथ समाप्त होते हैं जैसे डॉक्टर मिस्टर एमपीएच तो यहाँ तीन डॉट्स है इसलिए आप इसमें से प्रत्येक को वाक्य के अंत के रूप में नहीं कह सकते फिर से आपके पास नंबर हैं जेसे 24 43 तो यह तय करने की समस्या है कि क्या एक डॉट वाक्य का अंत है या नहीं यह पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है इसलिए क्या यह मेरे सेंटेंस का अंत है मुझे यह पता लगाने के लिए कुछ एल्गोरिथ्म का निर्माण करने की आवश्यकता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हम लगभग हर सरल कार्य में इस तरह की समस्या का सामना करते हैं इसलिए भले ही यह इस समस्या का सामना करने वाला एक महत्वहीन कार्य हो जिसे मैं हमेशा वाक्य के अंत में डॉट कह सकता हूं तो हम इसे कैसे हल करते हैं यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो जब भी मुझे कोई डॉट या प्रश्न चिह्न या एक्सक्लैमशन दिखाई देता है तो मुझे हमेशा दो चीजों में से एक का फैसला करना होता है क्या यह वाक्य का अंत है या वाक्य का अंत नहीं है किसी भी समय मे वाक्य को देखूंगा तो मुझे इन दो श्रेणी में से एक में विभाजित करना होगा यदि आप इन्हें वाक्य के दो श्रेणी के रूप में समझते हैं तों एक वाक्य का अंत और दूसरा वाक्य का अंत नहीं करते हैं तो मुझे प्रत्येक वाक्य को दो श्रेणी में से एक में विभाजित करना होगा और सामान्य तौर पर इस समस्या को क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहा जाता है आप दो श्रेणी में से किसी एक श्रेणी को चुन रहे हैं अब विचार बहुत सरल है आपके पास दो श्रेणी हैं और प्रत्येक डेटा पॉइंट में आपको दो श्रेणी में से एक में विभाजित करना है इसका मतलब है आपको ऐसा करने के लिए किसी प्रकार के प्लूरल एल्गोरिदम का निर्माण करना होगा मुझे यहाँ बाइनरी क्लासिफायर का निर्माण करना होगा बाइनरी क्लासिफायर से क्या मतलब है दो श्रेणी हैं वाक्य का अंत है या वाक्य का अंत नहीं है सामान्य तौर पर कई श्रेणी हो सकती हैं तो अब प्रत्येक डॉट के लिए या सामान्य रूप से प्रत्येक शब्द के लिए मुझे यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या यह वाक्य का अंत है या नहीं इसलिए में जो क्लासिफायर बनाऊंगा उसमे कुछ नियम हो सकते हैं जिन्हें मैं हाथ से लिखता हूं कुछ सरल अच्छे नियम या यह कुछ एक्सप्रेशन हो सकते हैं मैं कहता हूं कि मेरा उदाहरण इस एक्सप्रेशन सेट के साथ मेल खाता है तो यह एक श्रेणी है अगर मेल नहीं खाता तो यह अन्य श्रेणी का है या मैं एक मशीन लर्निंग क्लासिफायर का निर्माण कर सकता हूं तो इस विशेष परिदृश्य को करने के लिए सबसे सरल बात क्या हो सकती है क्या हम एक सरल नियम आधारित क्लासीफायर का निर्माण कर सकते हैं हम एक सरल डिसीजन ट्री के उदाहरण के साथ शुरू करेंगे डिसीजन ट्री से मेरा मतलब है कि if then else वाक्यों का एक सेट है मैं एक विशेष शब्द पर हूं और मुझे यह तय करना है कि यह वाक्य का अंत है या नहीं तो मैं यहाँ if then else डिसीजन ट्री का उपयोग कर सकता हूँ तो एक शब्द मिला और पहली चीज़ जो मैंने देखी उसके बाद बहुत सारी खाली लाइनें हैं तो यह एक टेक्स्ट में होता है जब भी पैराग्राफ का अंत होता है और उसके बाद कुछ रिक्त लाइनें होती हैं इसलिए अगर मुझे लगता है कि मेरे बाद बहुत सारी खाली लाइनें हैं इसका मतलब है कि अब में आत्मविश्वास के साथ कह सकता हू की इस शब्द के बाद वाक्य का अंत हो सकता है तो इसीलिए यहाँ शाखा कहती है कि हाँ यह वाक्य का अंत है लेकिन मान लें कि बहुत सारी खाली लाइनें नहीं हैं तो मैं जांच करूंगा कि क्या अंतिम विराम चिह्न उस मामले में एक प्रश्न चिह्न एक्सक्लैमशन या कोलन है तो यह अनएमबीगिउस हैं और मैं कह सकता हूं कि यह वाक्य का अंत है अब मान लीजिए कि यह नहीं है तो मैं जांच करूंगा कि क्या अंतिम विराम डॉट है अगर डॉट नहीं है तो कहना आसान है कि यह वाक्य का अंत नहीं है लेकिन मान लीजिए कि अंत में डॉट है तों मैं निश्चित नहीं कह सकता कि यह वाक्य का अंत है तो मैं फिर से जांच करता हूं मेरे पास संक्षिप्त सूची है और मैं जिस शब्द की जांच कर रहा हूं वह मेरी सूची का एक संक्षिप्त नाम है अगर यह वहां है तो मैं कहता हूं कि यह वाक्य का अंत नहीं है और संक्षिप्त सूची में से कुछ भी हो सकता है अगर जवाब हाँ है तो मैं वाक्य का अंत नही कहता हूँ अगर जवाब ना है तो इसका मतलब यह है कि यह शब्द संक्षिप्त सूची में नही है और यह वाक्य का अंत होगा यह बहुत सरल if then else नियम है यह सही नहीं हो सकता है लेकिन यह एक विशेष तरीका है जिसमें इस समस्या को हल किया जा सकता है सामान्य तौर पर आप कुछ अन्य प्रकार के संकेतों का उपयोग कर सकते हैं हम उन्हें विभिन्न विशेषताओं के रूप में कहते हैं ये विभिन्न अवलोकन हैं जो आप अपने कॉर्पस से करते हैं तो कुछ उदाहरण क्या हैं मान लीजिए कि मैं उस शब्द को देख रहा हूं जो डॉट के साथ समाप्त हो रहा है क्या मैं इसे एक विशेषता के रूप में उपयोग कर सकता हूं चाहे मेरा शब्द अपर केस लोअर केस कैप सभी कैप से शुरू होता है या यह संख्या है वह कैसे मदद करेगा आइए देखें कि मेरा शब्द 43 है मैं डॉट पर हूं मुझे यह पता लगाना है कि क्या यह वाक्य का अंत है अगर वर्तमान शब्द एक संख्या है तो ज्यादा संभावना है कि यह संख्या में होगा और यह वाक्य का अंत नहीं होगा तो इसे विशेषता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है फिर से आप एक साधारण नियम के बारे में सोच सकते हैं कि क्या मैं वर्तमान में एक संख्या पर हूं या मैं इस तथ्य का उपयोग कर सकता हूं जहां शब्द इसके अपर केस या लोअर केस के साथ है तो आम तौर पर संक्षिप्त में क्या होता है हम ज्यादातर अपर केस में होते हैं तो मान लीजिए कि मेरे पास डॉक्टर शब्द हैं और यह एक अपर केस से शुरू होता है तों मैं कह सकता हूं कि यह एक संक्षिप्त नाम हो सकता है अगर शब्द लोअर केस में है तों यह मुझे अधिक संभावना देगा कि यह संक्षिप्त नाम नहीं है इसी तरह मैं डॉट के बाद शब्द के मामले में अपर केस है लोअर केस कैपिटल या संख्या का भी उपयोग कर सकता हूं तो यह कैसे मदद करेगा जब भी मेरे पास वाक्य का अंत होता है तो सामान्य रूप से अगला शब्द एक कैपिटल से शुरू होता है तो फिर से यह इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ अन्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं तो मेरी कुछ संख्यात्मक विशेषताएं हो सकती हैं वह यह है कि मेरे पास कुछ निश्चित सीमाएँ होंगी डॉट के साथ समाप्त होने वाले शब्द की लंबाई क्या है यदि लंबाई छोटी है तो क्या यह संक्षिप्त नाम हो सकता है यदि लंबाई बड़ी है तो यह संक्षिप्त नाम नहीं हो सकता है मैं इस तरह भी इसका उपयोग कर सकता हू क्या संभावना है कि जो शब्द डॉट के साथ समाप्त हो रहा है वह वाक्य के अंत में होता है अगर यह वास्तव में वाक्य का अंत है तो ऐसा हो सकता है कि एक बड़े कॉर्पस में वाक्य का अंत अक्सर ऐसे भी होता है तों डॉट के बाद अगले शब्द के साथ में कुछ कर सकता हूं क्या यह वाक्य की शुरुआत है इसकी क्या संभावना है कि यह एक बड़े कॉर्पस में वाक्य की शुरुआत में होता है तो आप किसी विशेष शब्द को तय करने के लिए इनमें से किसी भी विशेषताएं का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं की यह वाक्य का अंत है या नहीं तो मान लीजिए कि मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं कि क्या आपको हिंदी जैसी अन्य भाषाओं में भी यही समस्या होती है इसलिए हिंदी में आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर केवल एजेंडा होता है जिसे आप वाक्य के अंत का संकेत देने के लिए उपयोग करते हैं और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है तो यह समस्या आपको फिर से भाषा पर निर्भर दिखाई देगी यह समस्या अंग्रेजी के लिए है लेकिन हिंदी के लिए नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि अन्य समस्याएं हैं जो अंग्रेजी भाषा के लिए मौजूद नहीं हैं लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के लिए हैं हम उनमें से कुछ उदाहरणों को इसमें देखेंगे तो हम एक डिसीजन ट्री को कैसे लागू करते हैं जैसा कि आप देख चुके हैं कि यह सरल if then else स्टेटमेंट है तों महत्वपूर्ण यह है की आप विशेषताएं का सही सेट चुने तो आप विशेषताएं के सेट को चुनने के बारे में कैसे जाते हैं आप अपने डेटा से देखेंगे कि कुछ अवलोकन क्या हैं जो यहां मेरी दो श्रेणी को अलग कर सकते हैं तो यह मेरी दो श्रेणी हैं वाक्य का अंत और वाक्य का गैर अंत और हम क्या अवलोकन देख रहे थे सामान्य तौर पर यह शब्द के मामले में एक संक्षिप्त नाम हो सकता है और यह डॉट से पहले है शायद अपर केस या लोअर केस और इनमें से एक श्रेणी को संकेत करता है और दूसरा अन्य श्रेणी को संकेत करता है इसलिए ये सभी मेरे अवलोकन हैं जिन्हें मैं अपनी विशेषताओं के रूप में उपयोग करता हूं अब जब भी मैं डॉट से पहले शब्द की लंबाई जैसी संख्यात्मक विशेषताओं का उपयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार की सीमा को चुनने की आवश्यकता है यह है कि शब्द की लंबाई 2 से 3 के बीच हो या 3 से अधिक है तो 5 से 7 के बीच हो तो मेरा ट्री हो सकता है अगर शब्द की लंबाई 5 से 7 के बीच हो तो एक श्रेणी में अन्यथा कोई ओर श्रेणी में हो सकती है अब यहाँ एक समस्या है मुझे लगता है कि मैं अपनी विशेषताओं को बढ़ाता रहता हूं यह संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक दोनों तरह की विशेषताएं हो सकती हैं तो if then else नियम स्थापित करना मुश्किल हो सकता है तो उस परिदृश्य में डिसीजन ट्री को सीखने के लिए हम मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करने का प्रयास कर सकते है ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम उपलब्ध हैं जो एक डेटा और कई विशेषताओं को देखते हुए आपके लिए एक डिसीजन ट्री का निर्माण कर सकते है इसलिए मैं आपको कुछ एल्गोरिदम के नाम बताऊंगा और वह इस मूल विचार पर काम करते हैं कि हर बिंदु पर हमें एक विशेष विभाजन चुनना होगा तो आपको एक विशेषता चुननी होगी जिससे यह मेरे डेटा को कुछ भागों में विभाजित कर सकता हो और मुझे यह पता लगाने के लिए कुछ मापदंड चाहिए कि विभाजित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो एक विशेष मानदंड यह है कि इसके द्वारा दी गई जानकारी क्या है इसलिए इन एल्गोरिदम जिनका हमने यहां उल्लेख किया है जैसे ID3 C45 CART वे सभी इन मानदंडों में से एक का उपयोग करते हैं सामान्य तौर पर एक बार आपने पहचान लिया कि इन कार्यों के लिए आपकी दिलचस्प विशेषताएं क्या हैं आप केवल एक क्लासिफायर तक ही सीमित नहीं हैं एक डिसीजन ट्री बनाने के लिए आप कुछ अन्य क्लासिफायर का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क ये सभी काफी लोकप्रिय क्लासीफायर हैं जो विभिन्न एनालिटिक एप्लीकेशन के लिए हैं हम इनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे जब हम इस कोर्स के कुछ उन्नत विषयों पर जाएंगे अब हमारी समस्या टोकनाइजेशन पर वापस आ रही है हमने कहा कि टोकनाइजेशन में स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को शब्दों में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है जो यह पता लगाता है कि इस प्रश्न में अलग अलग शब्द क्या हैं अब याद रखें कि हमने टोकन और भेद के प्रकार के बारे में बात की थी मान लीजिए कि मैं आपको एक सरल वाक्य देता हूं जिसमें आई हेव ए केन ओपनर बट आई केनोट ओपन दिस कैन्स I have a can opener but I cannot open these cans तो कितने टोकन हैं अगर आप गिनें तो शब्दों की 11 अलग अलग घटनाएं होती हैं तो आपके पास 11 शब्द टोकन हैं लेकिन कितने अनूठे शब्द हैं आप पाएंगे कि केवल 10 अनूठे शब्द हैं वह शब्द जिसे मैं दो बार दोहराता हूं तो 10 प्रकार और 11 टोकन हैं इसलिए मेरा टोकनाइजेशन वाक्य से 11 शब्द टोकन में से प्रत्येक का पता लगाना है कम से कम अंग्रेजी के अभ्यास में आप कुछ टूलकिट का उपयोग कर सकते हैं जेसे Python में NLTK Java में CoreNLP उपलब्ध हैं और आप Unix कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं तो इस कोर्स में आप मुख्य रूप से सभी प्री प्रोसेसिंग कार्य करने के लिए और कुछ अन्य कार्यों के लिए भी एनएलटीके NLTK टूलकिट का उपयोग कर सकते है लेकिन सामान्य तौर पर आप इन तीन संभावनाओं में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं इसलिए अंग्रेजी के लिए हम जो भी समस्याएँ देखेंगे उन सभी टोकनाइजर्स का ध्यान रखा जाएगा जिन पर हमने पहले चर्चा की है लेकिन अभी भी यह जानना अच्छा है जब मैं एक टोकनाइजेशन एल्गोरिथ्म को डिजाइन करने की कोशिश करता हूं तो इसमें कौन सी चुनौतियां शामिल हैं उदाहरण में आप देखेंगे कि अगर मैं अपने डेटा में फिनलैंड' की तरह एक शब्द का सामना करता हूँ इसलिए एक सवाल जो मेरे पास है कि क्या मैं इसे साधारण फिनलैंड के रूप में मानता हूं क्योंकि यह फिनलैंड' है या मैं इसे एपोस्ट्रोफ को हटाकर फिनलैंडस में बदल देता हूं तो यह सवाल आप अगले प्रोसेसिंग चरण को टालने की कोशिश कर सकते हैं जिसे आप देखेंगे लेकिन कभी कभी आप इसे उसी में से निपटना चाहते हैं यदि आप देखते हैं क्या मैं इसे सिंगल टोकन या दो टोकन के रूप में मानता हूं यह परेशानी आपको एक ही चरण में हल करनी पड़ सकती है चाहे मैं इसे सिंगल टोकन या मल्टीपल टोकन मानूं वही मैं हूं ऐसा नहीं होना चाहिए इसी तरह जब भी आपका नाम सैन फ्रांसिस्को की तरह खत्म होता है तो क्या मुझे इसे एकल टोकन या दो अलग अलग टोकन के रूप में मानना चाहिए अब याद रखें कि जब हम कुछ मामलों के बारे में बात कर रहे थे की वह कठिन क्यों है तो आपको यह पता लगाना होगा कि टोकन का यह विशेष अनुक्रम एक सिंगल इकाई है और इसे एक ही इकाई के रूप में माना जाता है न कि कई अलग अलग टोकन के रूप में तो यह समस्या इस से संबंधित है इसी तरह अगर आपको m dot p dot h mph मिलता है तो क्या आप इसे सिंगल टोकन या मल्टीपल टोकन कहते है तो अब इनका कोई निश्चित उत्तर नहीं है और इनमें से कुछ इस बात पर निर्भर हो सकते हैं कि वह कौन सी एप्लीकेशन है जिसके लिए आप यह प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं लेकिन एक बात जो आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं मान लें कि आप इनफार्मेशन त्रीविअल के एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं और उसी तरह के स्टेप जो आप अपने डाक्यूमेंट्स के लिए लागू करते हैं तो आपके प्रश्न पर भी लागू होने चाहिए अन्यथा आप उन्हें पूरी तरह से मिलान नहीं कर पाएंगे मान लीजिए यदि मैं इसे जानकारी के लिए उपयोग कर रहा हूं तो मुझे अपने डाक्यूमेंट्स के साथ साथ प्रश्नों के लिए भी इसी परंपरा का उपयोग करना चाहिए तो फिर एक ओर समस्या हो सकती है मैं वाक्य में हाइफ़न कैसे संभालूँ यह फिर से एक साधारण समस्या लग रही है लेकिन हम देखेंगे कि यह उतना आसान नहीं है तो आइए हम कुछ प्रकार के उदाहरण देखें मेरी कॉर्पस में विभिन्न प्रकार के हाइफ़न कौन से हो सकते हैं यहां मुझे एक रिसर्च पेपर एब्सट्रैक्ट से एक वाक्य मिला है और यह वाक्य कहता है कि यह पेपर एमआईएमआईसी को एक अनुकूल मिश्रित इनिसिया टिव स्पोकन डायलॉग सिस्टम स्पोकन dialogue system का वर्णन करता है जो मूवी शो टाइम की जानकारी प्रदान करता है तो इस वाक्य में आपको दो अलग अलग हाइफ़न दिखाई देते हैं एक इनिसिया टिव के साथ है और दूसरा हाइफ़न शो टाइम दिखाता है तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हाइफ़न हैं पहली हाइफ़न सामान्य रूप से नहीं है जिसे मैं अपने टेक्स्ट में उपयोग करूंगा दूसरी हाइफ़न मैं अपने टेक्स्ट में उपयोग कर सकता हूं मैं एक हाइफ़न के साथ शो टाइम लिख सकता हूं लेकिन यह हाइफ़न मेरे कॉर्पस में कैसे आई तो हमने इसे एन्ड ऑफ़ लाइन हाइफ़न का एक शीर्षक दिया है उदाहरण के लिए रिसर्च पेपर में क्या होता है जब भी आप एक वाक्य लिखते हैं तो आपको किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन करना पड़ सकता है और यहीं पर आप इस शब्द का अंत नहीं होने पर भी लाइन को समाप्त कर देते हैं तो आप हाइफ़न का इस्तेमाल करके इसे समाप्त करते है तो जब आप प्री प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस तरह के हाइफ़न देख रहे हैं तो आपको एक साथ इन्हें जोड़ना पड़ सकता है और आपको यह कहना होगा कि यह एक सिंगल शब्द इनिशिएटिव है इनिसिया हाइफ़न टिव नहीं लेकिन फिर से यह त्रीविअल नहीं है क्योंकि शो टाइम के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे शो टाइम को आप जैसा है वैसा ही रहने देना है फिर कुछ अन्य प्रकार के हाइफ़न हैं लेक्सिकल हाइफ़न आपके पास ये हाइफ़न विभिन्न प्रीफिक्स में है जैसे को प्री मेटा मल्टी वगैरह के साथ हो सकते हैं कभी कभी वे संवेदनशील रूप से निर्धारित हाइफ़न भी होते हैं यही कारण है कि वे हाइफ़न डालते हैं ताकि वाक्य की व्याख्या करना आसान हो जाए जैसे केस बेस्ड हैंड डेलिवर्ड वगैरह वैकल्पिक हैं इसी तरह यदि आप अगले वाक्य में थ्री टू फाइव इयर डायरेक्ट मार्क मार्केटिंग प्लान देखते हैं हाइफ़न को रखे बिना थ्री से फाइव इयर पूरी तरह से लिखे जा सकते हैं लेकिन यहां आप इसे डाल रहे हैं ताकि उस विशेष घटना की व्याख्या करना आसान हो जाए फिर जब आप अपनी समस्या का हल निकाल रहे हैं कि मैं इन सभी हाइफ़न को कैसे संभाल सकता हू इसके अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका सामना आपको कुछ भाषाओं के लिए करना पड़ सकता है लेकिन दूसरों को नहीं फ्रांसीसी में उदाहरण के लिए यदि आपके पास एंसेंबल जैसा कोई टोकन है तो आप इसे एंसेंबल के साथ मेल करना चाहते हैं तो यह एक ऐसी ही समस्या हो सकती है जिसका सामना हम अंग्रेजी में कर रहे हैं लेकिन हमें जर्मन भाषा से कुछ लेना चाहिए इसलिए मेरे पास यह बड़ा वाक्य है लेकिन समस्या यह है कि यह एक शब्द नहीं है यह चार अलग अलग शब्दों से बना एक कंपाउंड है और अंग्रेजी में एक अर्थ है तो आपके पास अंग्रेजी में चार शब्द हैं इसलिए जब आप फ्रेंच में डाल रहे हैं तो वे एक कंपाउंड बनाते हैं तो अब क्या समस्या है जो आप जर्मन टेक्स्ट को प्रोसेसिंग करते समय सामना करेंगे और आप इसे टोकनाइस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यह पता लगाना चाहते हैं कि इस कंपाउंड में अलग अलग शब्द क्या हैं तो आपको जर्मन के लिए किसी प्रकार के कंपाउंड को विभाजित करने की आवश्यकता है तो समस्या जर्मन भाषा के लिए है पर अंग्रेजी में इतनी नहीं है तो अब क्या होगा अगर मैं चीनी या जापानी जैसी भाषा बना रहा हूं तो यहाँ चीनी में एक वाक्य है तो आप चीनी शब्दों में क्या देखते हैं बीच में बिना किसी रिक्त स्थान के लिखे गए हैं जब आप प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपका कार्य यह पता लगाना है कि इस चीनी वाक्य में व्यक्तिगत शब्द टोकन क्या हैं यह समस्या इसलिए भी कठिन है क्योंकि सामान्य तौर पर सीक्वेंस ऑफ़ कैरेक्टर्स दिए गए उच्चारण के लिए शब्दों के सीक्वेंस में तोड़ने के एक से अधिक संभव तरीके हो सकते हैं और दोनों पूरी तरह से वैध संभावनाएं हो सकती हैं इसलिए चीनी भाषा में हमारे पास शब्दों के बीच कोई स्थान नहीं होगा और मुझे यह पता लगाना होगा कि वे कौन से स्थान हैं जहाँ मुझे इन शब्दों को तोड़ना है और इस समस्या को शब्द टोकनाइजेशन कहा जाता है समान समस्या जापानी और यहाँ की जटिलताओं के लिए होती है क्योंकि वे चार अलग अलग चरणों का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि कटकाना हीरागाना कांजी और रोमाजी इसलिए ये समस्याएं थोड़ी गंभीर हो जाती हैं अब यही समस्या संस्कृत के लिए भी है यदि आप में से कुछ ने अपनी कक्षा 8 वीं या 10 वीं में संस्कृत कोर्स लिया है तो आप संस्कृत भाषा में संधिस के नियमों से परिचित हो सकते हैं यह संस्कृत में एक सरल वाक्य है लेकिन यह एक विशाल एकल शब्द की तरह दिखता है यह एकल शब्द नहीं है यह संस्कृत में कई शब्दों से बना है और वे एक संदी संबंध के साथ संयुक्त हैं यह संस्कृत में अच्छी कहावत है जो अंग्रेजी में अनुवाद करता है एक को सच बताना चाहिए एक को दयालु शब्द कहना चाहिए किसी को न तो कठोर सच बताना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए यह हर समय के लिए एक नियम है यह एक कहावत है और यह एक एकल वाक्य है जो इस कहावत के बारे में बात करता है लेकिन वहां सभी शब्द संदी संबंध के साथ संयुक्त हैं इसलिए यदि हम संदी को पूर्ववत करने का प्रयास करते हैं तो यह वही है जो आपको सेगमेंटेड टेक्स्ट में मिलेगा इसलिए इस वाक्य में एक से अधिक शब्द हैं जो एक एकल बनाने के लिए संयुक्त हैं यह एक शब्द जैसा दिखता है तो यह समस्या हमने चीनी जापानी और संस्कृत में देखी लेकिन संस्कृत में समस्या थोड़ी अधिक जटिल है और ऐसा क्यों है इसलिए जापानी और चीनी में जब आप विभिन्न शब्दों को एक साथ संयोजित करने का प्रयास करते हैं तो आप उन्हें केवल कॉनकैटनेट करते हैं आप उन्हें सीमा में कोई बदलाव किए बिना एक के बाद एक डालते हैं यह संस्कृत में नहीं होता है जब आप दो शब्दों को जोड़ते हैं तो आप सीमा पर कुछ बदलाव भी करते हैं और इसे संधी ऑपरेशन कहा जाता है इस विशेष मामले में जब मैं यहाँ 'bruyat' और 'na' शब्द को देखता हूं लेकिन जब मैं इसे जोड़ रहा हूं तो में इसे 'bruyanna' लिख रहा हूं तो आप यहाँ देखते हैं कि t अक्षर n में बदल जाता है इसका मतलब है कि जब मैं वाक्य का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ तो संस्कृत में इस विशेष वाक्य में मुझे न केवल यह पता लगाने की ज़रूरत है कि इसे अलग कहा से है लेकिन इसके अनुरूप क्या है वह शब्द जिससे यह वाक्य निकला है इसलिए यहां से वास्तविक शब्दों का पता लगाने के लिए bruyat lesna है जो मुझे इस bruyat से परिचित कराता है और यह संस्कृत में बहुत आम है कि आप हमेशा एक संदी ऑपरेशन करके शब्दों का संयोजन कर रहे हैं यह आगे शब्द टोकनाइजेशन या सेगमेंटेशन की मेरी समस्या को जटिल करता है तो यह विकिपीडिया से सिर्फ एक सूची है जो विभिन्न भाषाओं में सबसे लंबे शब्द हैं फिर ध्यान दें यह वाक्य शब्दों के बारे में है आप संस्कृत में देखते हैं कि सबसे लंबा शब्द 431 अक्षरों से बना है यह एक कंपाउंड है और फिर आपके पास ग्रीक और अफ्रीकी और अन्य भाषाएं हैं अंग्रेजी में आप देखेंगे कि सबसे लंबा शब्द 45 अक्षरों का है जो गैर वैज्ञानिक है तो संस्कृत में ऐसा कौन सा शब्द है जो 431 अक्षरों से बना है तो यह तिरुमलम्बा द्वारा वरदम्बिका परिनाया परिसर से था यह उनकी पुस्तक से एक एकल कंपाउंड है इसलिए जब मैं संस्कृत में या अंग्रेजी में इस टोकनाइजेशन समस्या के बारे में बात करता हूं तो इस समस्या को शब्द सेगमेंटेशन भी कहा जाता है कैरक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है और आप इसमें अलग अलग शब्दों का पता लगाने के लिए सेगमेंट करते हैं अब सबसे सरल एल्गोरिथ्म क्या है जिसे आप सोच सकते हैं हमें इसे चीनी के मामले से देखना चाहिए तो सबसे सरल एल्गोरिथ्म जो काम करता है वह एक ग्रीडी एल्गोरिथ्म है जिसे मैक्सिमम मैचिंग एल्गोरिथ्म कहा जाता है इसलिए जब भी आपको एक स्ट्रिंग दी जाती है तो आप स्ट्रिंग की शुरुआत से शुरू करते हैं अब मान लीजिए कि आपके पास शब्दकोश है और जो शब्द आप वर्तमान में देख रहे हैं वह सभी शब्दकोश में होने चाहिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग में मेरे शब्दकोश के अनुसार अधिकतम मैच क्या है आप वहां से तोड़ देते हैं और पॉइंटर अगले कैरेक्टर से शुरू होता और फिर से वही काम करते हैं इसलिए यह लालच अधिकतम मैचों को लेने के द्वारा वास्तविक शब्दों का चयन करता है और यह ज्यादातर मामलों के लिए अच्छी तरह से काम करता है तो अब आप कुछ मामलों के बारे में सोच सकते हैं जहां अंग्रेजी टेक्स्ट के लिए भी सेगमेंटेशन आवश्यक होगा सामान्य तौर पर अंग्रेजी में हम एक शब्द बनाने के लिए शब्दों को जोड़ते नहीं हैं हम ऐसा नहीं करते हैं लेकिन क्या परिदृश्य है जहां हम अभी ऐसा कर रहे हैं तो हैश टैग दिमाग में आते हैं उदाहरण के लिए मान लें कि मेरे पास थैंक यू सचिन और म्यूजिक मंडे जैसे हैश टैग हैं तो यहाँ अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाता है बीच में एक सीमा लगाए बिना इसलिए यदि आपको हैश टैग दिया गया है और आपको यह विश्लेषण करना है कि आपको वास्तव में इसे विभिन्न शब्दों में विभाजित करना है जब मैं संस्कृत के बारे में बात करता हूं तो यहाँ हमारे पास संस्कृत डॉट इनरिया डॉट एफआर साइट से एक भाग उपलब्ध है हम अभी संक्षेप में देखेंगे कि संस्कृत में सेगमेंटर बनाने का डिज़ाइन सिद्धांत क्या है तो पहले हमारे पास एक ज्योमेट्री मॉडल है जो कहता है कि संस्कृत में एक वाक्य कैसे उत्पन्न करते है मेरे पास एक फाइनाइट अल्फाबेट सिग्मा है इसका मतलब है कि संस्कृत में विभिन्न कैरक्टर्स का एक सेट है अब इस फाइनाइट अल्फाबेट से मैं बहुत सारे शब्द उत्पन्न कर सकता हूँ जो कि इस वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों या सभी अक्षरों से बने हैं अब मेरे पास शब्दों का एक सेट है तो मैं उन्हें एक साथ संदी के संचालन के साथ जोड़ सकता हूं यहाँ मुझे सिग्मा स्टार से मतलब है यहाँ w स्टार है तो मेरे पास शब्दों का एक सेट w है और मैं एक क्लीनर क्लोजर करूंगा इसका मतलब है मैं किसी भी संख्या को एक साथ जोड़ सकता हूं लेकिन जब भी मैं शब्दों का संयोजन कर रहा हूं तो मैं उन्हें एक संदी ऑपरेशन द्वारा कर रहा हूं यह शब्दों के बीच का संबंध है मेरे पास शब्दों का सेट है जिसे संस्कृत में पद्य भी कहते हैं और उनके बीच संदी का संबंध है और इस तरह से मैं वाक्य को उत्पन्न करता हूं लेकिन समस्या यह है कि मैं उनका विश्लेषण कैसे करूं तो यह इन्वर्स प्रॉब्लम है जब भी मुझे एक वाक्य w दिया जाता है तो मुझे इसे संदी के संबंधों के बारे में जानकर इसका विश्लेषण करना होगा ताकि मैं w1 से wn तक फाइनाइट शब्द रूपों का एक निश्चित सेट तैयार कर सकूं और मैं सबूतों के साथ कह रहा हूं यह एक औपचारिक तरीका है लेकिन मेरा मतलब है कि w1 से wn तक जब भी वे संदी ऑपरेशन से गठबंधन करते हैं तो वे मुझे वास्तविक शुरुआती संदी देते हैं तो इसी तरह सेगमेंट बनाया जाता है यह सेगमेंटर का एक स्नैपशॉट है मैंने वहीं वाक्य दिया और इसने मुझे संदी के विश्लेषण के सभी संभावित तरीके दिए है और इसके 120 अलग अलग समाधान हैं इसलिए जब भी मेरे पास 'bruyana' ब्रुयाना शब्द होता है तो आप देखते हैं कि 'bruyat' ब्रूयाट और 'bruyam'ब्रूयम दो संभावनाएँ हो सकती हैं यह मुझे उन सभी संभावित तरीकों से देता है जिसमें इस वाक्य को व्यक्तिगत शब्द टोकन में तोड़ा जा सकता है अब यह एक और समस्या है मुझे यह पता लगाना होगा कि इन सभी 120 संभावनाओं के बीच सबसे अधिक संभावित शब्द सीक्वेंस क्या है लेकिन हम कई अलग अलग मॉडल का उपयोग कर सकते हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में नहीं अन्य लेक्चर में बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन पर वापस आते हैं हमने इस समस्या के बारे में बात की एक ही शब्द कई अलग अलग तरीके से हो सकता है जैसे कि यू डॉट एस डॉट ए बनाम यूएसए अब मुझे उनको साथ मिलाना चाहिए विशेष रूप से यदि आप सूचना पुनर्प्राप्ति कर रहे हैं तो हम एक प्रश्न दे रहे हैं और आप कुछ डाक्यूमेंट से उन्हें पुनः प्राप्त कर रहे हैं मान लीजिए कि आपकी क्वेरी में यू डॉट एस डॉट ए है यदि डाक्यूमेंट में यूएसए शामिल है यदि आप केवल सतह से मिलान कर रहे हैं तो आप एक दूसरे पर मैप नहीं कर पाएंगे तो आपको इस समस्या पर पहले से विचार करना होगा और अपने डाक्यूमेंट्स या क्वेरी के अनुसार प्री प्रोसेसिंग करना होगा और एक ही तरह के वाक्य का उपयोग करना होगा तो हम इसके द्वारा क्या कर रहे हैं हम कुछ प्रकार के इक्विवेलेंस क्लासेस को परिभाषित कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि यूएसए और यू डॉट एस डॉट ए दोनों को एक ही श्रेणी और प्रकार में जाना चाहिए हम केस फोल्डिंग भी करते हैं जिससे हम सभी अक्षरों को लोअर केस में बदल देते हैं इसलिए जब भी मेरे पास w o r d जैसे शब्द होंगे तो मैं हमेशा लोअर केस मे w o r d लिखूंगा ताकि जब भी वाक्य शुरू हो रहा हो और यह कैपिटल्स में होता है क्योंकि सामान्य रूप से मुझे पता है कि यह एक शब्द w o r d है लेकिन यह एक सामान्य नियम नहीं है कभी कभी एप्लीकेशन के आधार पर आपके पास कुछ अपवाद हो सकते हैं उदाहरण के लिए आप नाम को अलग मान सकते हैं इसलिए यदि आपके पास जनरल मोटर्स नाम है तो इसको आप केस फोल्डिंग नहीं करेंगे यह जैसा है वैसा ही रहेगा इसी तरह आप यू एस को यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अपर केस में रखना चाहते हैं और केस फोल्डिंग नहीं करना चाहते तो यह मशीन ट्रांजिशन के एप्लीकेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप यहां केस फोल्डिंग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यू एस का लोअर केस में मतलब कुछ ओर ही है बनाम US जो यूनाइटेड स्टेट्स है हमें लेमटाइजेशन की समस्या भी है क्या आपके पास अलग अलग शब्द हैं जैसे am are is और आप उन्हें अपने लेम्मा में बदलना चाहते हैं इसका मतलब है उनका आधार रूप क्या हैं जिनसे वे निकाले के आये हैं इसी तरह car cars car's cars' ये सभी कार शब्द से निकले हैं फिर से यह किसी तरह का नॉर्मलाइजेशन है ये सभी किसी प्रकार की इक्विवेलेंस क्लासेस हैं क्योंकि वे सब एक ही शब्द से आते हैं तो लेमटाइजेशन की समस्या में आपको वास्तविक डिक्शनरी में मुख्य शब्द का पता लगाना होगा जिससे वे निकले हैं इसके लिए हम मोरफ़ोलॉजी का उपयोग करते हैं तो मोरफ़ोलॉजी क्या है मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि शब्द की संरचना क्या है यह देखने के लिए है कि विशेष रूप से मुख्य शब्द क्या है और उस पर क्या अफिक्स लगाया गया है तो इन अलग अलग इकाइयों को विभिन्न मोरफि्म्स कहा जाता है तो आपके पास एक स्टेम्स है वह हाइब्रिड हैं जो कि विभिन्न इकाइयाँ हैं जैसे कि बहुवचन वगैरह और व्यक्तिगत शब्द बनाने के लिए उनसे आवेदन कर रहे हैं तो मेरे उदाहरण प्रीफिक्स के लिए हैं जैसे आपके पास un anti वगैरह अंग्रेजी के लिए और हिंदी या संस्कृत के लिए a ati pra आदि शब्द है हिंदी के लिए ity ation वगैरह और taa ka ke इत्यादि जैसे सफिक्स है और सामान्य तौर पर आपके पास कुछ इन्फिक्स भी हो सकते हैं जैसे आपके पास vid जैसा शब्द है और आप संस्कृत में n के बीच में इन्फिक्स कर सकते हैं हम बाद में मोरफ़ोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो एक और अवधारणा है जो लेमटाइजेशन है जहां आप वास्तविक डिक्शनरी में मुख्य शब्द पता कर रहे हैं तो एक अवधारणा है जिसे स्टेमिंग कहा जाता है जहां आप वास्तविक डिक्शनरी में मुख्य शब्द खोजने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन आप बस कुछ सफिक्स को हटाने की कोशिश करते हैं और जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं उसे एक स्टेम कहा जाता है इसलिए यह उस शब्द में विभिन्न सफिक्स का क्रूड चॉपिंग है तो यह फिर से भाषा पर निर्भर है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं जैसे कि automate automatic automation जैसे शब्द एक ही लेम्मा में स्वतः ही बदल जाएंगे तो यह स्टेमिंग है इसलिए आप जानते हैं कि वास्तविक लेम्मा automate एक e के साथ है लेकिन यहां मैं अंत में केवल एफिक्स को हटा रहा हूं जेसे शब्द से ic ion को हटाने से यह automate शब्द बना गया है तो यह एक उदाहरण है यदि आप यहां एक स्टेमिंग करने की कोशिश करते हैं तो देखते है आपने उदाहरण से e हटा दिया गया है और कंप्रेस्ड से ed को हटा दिया जाता है तो क्या एल्गोरिथ्म है जो इस स्टेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है तो हमारे पास पोर्टर एल्गोरिथ्म है जो बहुत प्रसिद्ध है और इसमें कुछ प्रकार के if then else नियम हैं तो कुछ उदाहरण क्या हैं पहला कदम क्या है मैं एक शब्द लेता हूं यदि वह 'sses' के साथ समाप्त होता है तो मैं वहां से 'es' हटा देता हूं और अब शब्द 'ss' के साथ समाप्त होता है उदाहरण के लिए caresses caress हो जाता है यदि शब्द 'ies' के साथ समाप्त होते हैं मैं इसमें 'i' डाल देता हूं जैसे ponies poni बन जाता है यदि मैं देखता कि क्या शब्द 'ss' के साथ समाप्त होता है तो मैं इसे 'ss' के रूप में रखता हूं यदि नहीं तो मैं देखता कि क्या शब्द 's' के साथ समाप्त होता है मैं उस 's' को हटा देता हूं जैसे cats cat बन जाता है लेकिन caress केवल एक 's' के साथ cares के लिए नहीं जाता है क्योंकि यह स्टेप पहले आता है अगर कोई 's' दो बार है तो शब्द को 'ss' के साथ ही लिखूंगा अन्यथा अगर कोई एक 's' है तो मैं इसे हटा देता हूं जैसे कि कुछ और स्टेप हैं अगर मेरे शब्द में कोई स्वर है और शब्द का अंत 'ing' के साथ होता है तो मैं 'ing' हटा देता हूं तो walking walk है लेकिन king के बारे में आप क्या देखते हैं कि 'k' कोई स्वर नहीं है तो king जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा एक स्वर में 'ed' है तो मैं इस 'ed' को हटा देता हूं और मेरे पास played के लिए यह play शब्द है तो आप देख सकते हैं कि इस स्वर के होने से इस अनुमान का क्या उपयोग है यदि आपके पास यह स्वर नहीं होता तो आप king को k में परिवर्तित कर देते उस तरह से कुछ और तरीके हैं जैसे यदि शब्द 'ational' के साथ समाप्त होता है तो हम उसको 'ate' लिखते है जैसे relational से relate बन जाता है और अगर शब्द 'izer' के साथ समाप्त होता है तो digitizer में से r को हटा के digitize कर देते है उसी तरह 'ator' से 'ate' और अगर शब्द 'al' के साथ समाप्त होता है तो मैं उस 'al' को हटा देता हूं अगर शब्द 'able' के साथ समाप्त होता है तो मैं उस 'able' को हटा देता हूं अगर शब्द 'ate' के साथ समाप्त होता है तो मैं उस 'ate' को हटा देता हूं इसलिए जैसे कि ये कुछ स्टेप हैं जो मैं अपने कॉर्पस से प्रत्येक शब्द से लेता हूं जिसे मैं इसके चरण में परिवर्तित करता हूं यह मुझे सही डिक्शनरी हेडर नहीं देता है लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए सिद्धांत में यह एक अच्छा अभ्यास है और डाक्यूमेंट्स के साथ क्वेरी का मिलान करने के लिए यह इस सप्ताह के लिए है अगले सप्ताह हम एक अन्य प्री प्रोसेसिंग कार्य के साथ शुरुआत करेंगे जो एक स्पेलिंग करेक्शन है